अब हम रेफरेंस सेल मेथड पर चर्चा करेंगे वोल्टेज स्केलिंग की बजाय अब हम करंट स्केलिंग को देखेंगे हम इस फोटोवोल्टिक मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग करेंगे यह PV सेल है यह बफर कैपेसिटेंस है जो टर्मिनलों और DC DC कनवर्टर के एक्रॉस है जो PV मॉड्यूल और लोड R0 के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है DC DC कनवर्टर का कंट्रोल इनपुट d है अब हम इस PV सिस्टम के लिए IV कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं अब यहाँ हमारे पास यह IV कैरेक्टरिस्टिक है यह IV कैरेक्टरिस्टिक है और यह PV कैरेक्टरिस्टिक है मुझे एक रेखा खींचना है इसलिए मेरे पास पीक पावर पॉइंट है और फिर IV वक्र पर प्रतिच्छेद करने वाली यह रेखा ऑपरेटिंग पॉइंट है पीक पावर पॉइंट के अनुरूप अब एक रेखा जो इस तरह से जुड़ती है यह लोड लाइन 1 RT है और यह लोड लाइन है जिस पर ऑपरेटिंग प्वाइंट अधिकतम पावर देता है अब इस ऑपरेटिंग पॉइंट से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचनी है और मुझे यह इंगित करना है कि यह महत्वपूर्ण पैरामीट्रिक पॉइंट है जो कि ISC है इसलिए मैं इसे ISC के रूप में चिह्नित करूँगा जैसे कि यहां voc है यह IV कैरेक्टरस्टिक का ISC पॉइंट है और फिर यह पॉइंट यहां Y इंटरसेप्ट Im है Im पीक पावर प्वाइंट के अनुरूप एक करंट है अब जैसे vm और voc के बीच हमारा संबंध था वैसे ही हमारा Im और ISC के बीच संबंध हैं जहां हम कहते हैं कि Im ISC का अनुपात कांस्टेंट है अब मान लें कि इन्सुलेशन वेरी करता है तो हमारे पास एक अलग इन्सुलेशन के लिए बदली हुई करैक्टरस्टिक है तो ISC पॉइंट लीनियरली बदलता रहता है जबकि voc पॉइंट लोगरिथमिकली बदलता रहता है और इस इन्सुलेशन के लिए पावर कर्व इस तरह बिंदुओं के रूप में ड्रा किया है और आपके पास यही कहीं पर अधिकतम पावर पॉइंट है और फिर जब आप इसे ऊपर ले जाते हैं और हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं तो आपके पास Im नया Imn होगा और यह नया ISC new ISCn होगा और इस इंसुलेशन के लिए पीक पॉवर पॉइंट से संबंधित लोड लाइन इससे इस तरह से गुजरेगी और यह 1RT new या RTnहोगा तो यह नए इन्सुलेशन के लिए है इसलिए किसी भी इन्सुलेशन के लिए आपके पास इस प्रकार का कर्व का सेट होगा मैं आपका जिस चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि उस विशेष सेट के Im और ISC के बीच संबंध दिए गए इन्सुलेशन के लिए किसी सेट के Imn और ISC तो हम निम्नलिखित धारणा का उपयोग करेंगे

हम देखना चाहते हैं कि जो करंट पैनल में फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हम Im रखेंगे एक दिए गए सलूशन के लिए पैनल से फ्लो करने वाली करंट को उस इंसुलेशन के लिए Im वैल्यू के अनुरूप होना चाहिए ऐसी स्थिति में यदि Im वैल्यू फ्लो हो रही है तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं न कहीं पास होगा या पीक पावर पॉइंट के पास होगा और फिर PV की लोड लाइन अपने आप ही अधिकतम पावर पॉइंट की लोड लाइन के अनुरूप हो जाती है तो इसलिए हम कह सकते हैं iT टर्मिनल करंट Im के समान होना चाहिए MPPT के लिए मतलब मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग पाने के लिए तो इन दोनों वेरिएबल को इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि PV पैनल से फ्लो करने वाले करंट को हम फीडबैक की तरह देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम iT को फीडबैक और Im को रेफरेंस की तरह लेना चाहेंगे इसका लॉजिक यह है कि Im रिफरेंस है iT फीडबैक वैल्यू है जिसे की रेफरेंस वैल्यू के बराबर होना चाहिए या बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए अगर यह दोनों डिफरेंट है तो यहां पर है PI कंट्रोलर कैरियर को मोडूलेट करेगा और एक स्पेसिफिक ड्यूटी साइकिल की PWM जनरेट करेगा जोकि RT को इस तरह माड्यूलेट करेगा कि एरर जीरो हो जाए ऐसी स्थिति में iT और Im मैच करेंगे इसका मतलब है कि iT जो PV पैनल से यहां फ्लो कर रही है वह Im वैल्यू या अधिकतम पावर पॉइंट करंट के अनुरूप होगी इसका मतलब यह है कि पैनल लोड को पीक पावर पॉइंट प्रदान कर रहा है अब आपको यह Im कैसे मिलेगा आपको यह करंट iT मेजर करना है क्योंकि यह करंट iT फीडबैक है और इसे यहां दिया जाना है यह फीडबैक है और यहां दिया जाएगाआप iT कैसे मेजर करेंगे iT मेजर करी जा सकती है कोई भी करंट मेजर करी जा सकती है यहां पर एक शंट रेसिस्टर लगाकर और उसका वोल्टेज निकालकर जोकि उसमें फ्लो करने वाली करंट के अनुरूप है या कोई एक हॉल सेंसर का उपयोग कर सकता है और करंट को सेंस कर सकता है यहां तक कि वायर मैं फ्लो करने वाला डीसी करंट भी सेंस किया जा सकता है और फीडबैक के तौर पर दिया जा सकता है तो अब हम Im को कैसे जनरेट करें इसलिए Im हम जानते हैं कि इस संबंध का उपयोग करके ISC शॉर्ट सर्किट करंट के ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है तो K गुड़े ISC Im होगा अब यह सिस्टम काम करेगा बशर्ते आपको पता हो कि ISC क्या है ISC शॉर्ट सर्किट करंट है जो इन्सुलेशन के आधार पर वेरी करेगा इसलिए इस पैनल के शॉर्ट सर्किट को कैसे प्राप्त करें मैं सीधे इस पैनल को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता क्योंकि उस स्थिति में लोड पर कोई पावर ट्रांसफर नहीं होगा तो इसलिए हमें एक रेफरेंस सेल की आवश्यकता है इसलिए मैं एक और छोटी सेल एक रेफरेंस सेल लगाऊंगा जो कि पावर डिलीवर करने वाली PV अरे या PV मॉड्यूल के बगल में है अब यह रेफरेंस सेल कोई पावर डिलीवर नहीं करता है यह एक छोटा सेल होगा अब इस सेल में मैं एक शॉर्ट सर्किट करने जा रहा हूं आप टर्मिनलों को शॉर्ट करते हैं और ISC प्राप्त करने के लिए इस छोटी शॉर्ट सर्किट रेफरेंस सेल का उपयोग करते हैं आप हॉल सेंसर या इसी तरह की विधि के माध्यम से करंट को सेंस करते हैं और इसे ISCसे जोड़ते हैं और यह ISC मुख्य PV अरे के शॉर्ट सर्किट करंट का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है अगर ये दोनों सेल एक ही निर्माण और समान डेटा शीट स्पेसिफिकेशन पर हों अब यह ISC स्केल हो गया है और Im बन गया है जो इस कंट्रोल सर्किट के लिए एक रेफरेंस देता है और iT अंततः Im से मेल खाने की कोशिश करेगा अब ऐसा माना जाता है वोल्टेज स्केलिंग की तुलना में यह आपको कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देगा क्योंकि यह संबंध बहुत अधिक एक्यूरेट है Im K ISC कहीं ज्यादा एक्यूरेट है vm voc एक कांस्टेंट के बराबर है की तुलना में तो अधिकतम पॉवर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त करने की इस पद्धति को करंट स्केलिंग मेथड रेफरेंस सेल मेथड विद करंट स्केल कहा जाता है